हम संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं हमारे पास इस कोर्स के लिए दो प्रशिक्षक हैं इस पाठ्यक्रम में मेरे सहकर्मी राहुल मराठे और मैं सत्र को संभालेंगे यह कोर्स संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में है संचालन प्रबंधन में हम विनिर्माण और सेवाओं में नियोजन और नियंत्रण के मुद्दों को संबोधित करते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में हम एक से अधिक संगठन या एक संगठन के भीतर एक से अधिक सुविधाओं पर विचार करते हुए इन मुद्दों को संबोधित करते हैं इस पाठ्यक्रम में हम कई विषयों को संबोधित करेंगे यह व्याख्यान परिचय संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर होगा हम चुनौतियों का समाधान भी करेंगे जो की एक निर्माता को और साथ ही विकल्पों का सामना करना पड़ता है इन चुनौतियों का सामना करना और उन्हें पूरा करना की अवधि में विकसित किया गया है हमारे पास पूर्वानुमान स्थान निर्णय उत्पादन निर्णय पर भी विषय होंगे इन्वेंटरी मॉडल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का परिचय सूचना का मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन परिवहन निर्णय और सूचना निर्णयों में आउटसोर्सिंग पूर्वानुमान में हम पूर्वानुमान और कुछ मात्रात्मक मॉडल की आवश्यकता को संबोधित करेंगे स्थान निर्णयों के तहत हमारे पास स्थान लेआउट और सेलुलर निर्माण पर कुछ मात्रात्मक मॉडल होंगे उत्पादन निर्णयों के तहत हम कुल उत्पादन नियोजन और नियंत्रण के साथ साथ समय निर्धारण देखेंगे और इन्वेंट्री निर्णयों में हम नियतात्मक और संभाव्य इन्वेंट्री मॉडल को देखेंगे फिर हम पाठ्यक्रम की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भाग में जाएंगे जहां हम एक परिचय के साथ शुरुआत करेंगे और सूचना और आउटसोर्सिंग के महत्व और मूल्य पर भी प्रकाश डालेंगे फिर हम सूचना के आधार पर परिवहन निर्णय और निर्णय को संबोधित करेंगे इसलिए हम संचालन प्रबंधन पर चर्चा शुरू करते हैं जैसा कि मैंने निर्माण और सेवाओं में नियोजन और नियंत्रण मुद्दों के साथ संचालन प्रबंधन सौदों का उल्लेख किया है इसलिए हम खुद को मुख्य रूप से विनिर्माण की आवश्यकताओं के लिए संबोधित करेंगे आज का विनिर्माण कई चुनौतियों का सामना करता है और इनमें से कुछ को यहां दिखाया गया है ये बाजार की स्थिति बदल रहे हैं जहां बाजार की स्थिति पहले की तुलना में तेजी से बदल रही है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल विक्रेता के बाजार से खरीदार के बाजार में बदलाव आया है परिवर्तन की दर भी बहुत तेज है आज के ग्राहक पहले के ग्राहकों की तुलना में बहुत कम रोगी हैं और कहीं अधिक मांग वाले हैं आज विभिन्न ग्राहकों के आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है जिसे हम बाद की स्लाइड में देखेंगे और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा विनिर्माण संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा बाजार में वैश्विक प्रतियोगियों और विदेशी खिलाड़ियों की संख्या बड़ी है और चाहे विनिर्माण संगठन एक भारतीय संगठन हो या विदेशी कंपनी उन्हें इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है विनिर्माण संगठनों के लिए सक्रिय होना और सक्रिय निर्णय लेना भी आवश्यक है ताकि उन्हें परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने का नुकसान न हो जो प्रतिस्पर्धी और अन्य बनाते हैं इसके अलावा ग्राहक के फोकस को बढ़ाना होगा क्योंकि व्यापार ग्राहकों से आता है और ग्राहक कहीं अधिक मांग करते हैं और कुछ हद तक आज कम वफादार है यदि विनिर्माण और सेवा ग्राहक की अपेक्षा पर निर्भर नहीं है तो आज के ग्राहक के पास विचार करने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं और विनिर्माण संगठन खो देंगे यह व्यवसाय अब ग्राहक की आवश्यकताएं क्या हैं और ग्राहक पिछले कुछ वर्षों में कैसे बदल गया है हम इस स्लाइड को सरल टिप्पणी के साथ शुरू करते हैं जो कहता है कि ग्राहक एक बार काली कार से संतुष्ट था इसका मतलब है हम ऐसी स्थिति में समय के साथ पीछे जा रहे हैं जहां बहुत कम कारें उपलब्ध थीं और बाजार में केवल काली कारें उपलब्ध थीं यह 1920 की शुरुआत में विनिर्माण की स्थिति थी इसलिए ग्राहक को यह मानने के लिए तैयार किया गया था कि जो कुछ भी दिया गया था और जो भी बाजार में उपलब्ध था फिर ग्राहक उपलब्धता को देखने लगा जिसका अर्थ है जब ग्राहक चाहता है कुछ खरीदने के लिए अब इसे खरीदने वाले के लिए उपलब्ध होना है और इसका मतलब है कि विनिर्माण प्रणालियों को तैयार किए गए आइटमों की पर्याप्त संख्या और ग्राहक के लिए उपलब्ध होने के लिए तैयार रहना होगा इसलिए उपलब्धता का मतलब यह होगा कि निर्माण प्रणाली बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम होना इसलिए विनिर्माण प्रणालियों को उच्च मात्रा में उत्पादन कहा जाता है स्वचालित रूप से उच्च मात्रा में उत्पादन का मतलब विविधता से कम होगा इसलिए विनिर्माण के शुरुआती चरणों में मात्रा पर अधिक और विविधता पर कम जोर दिया गया था अब एक बार निर्माण प्रणालियों ने इस विशेष से मिलने के लिए खुद को तैयार किया ग्राहक की आवश्यकता ग्राहक ने भी कीमत को देखना शुरू कर दिया एक बार जब ग्राहक कीमत को देखना शुरू कर देता है तो विनिर्माण को सस्ती होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए खुद को अनुकूलित करना पड़ता है इसलिए एक निर्माण प्रणाली ने वस्तु की कीमत और लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया अब एक बार उपलब्धता और मूल्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद गुणवत्ता की आवश्यकता आने लगी और ग्राहक उत्सुक थे कि निर्माता द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता काफी अच्छी थी इसका मतलब यह भी था कि विनिर्माण को यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी थी अस्वीकार की कम थी बिक्री सेवा और वारंटी के बाद अधिक जोर था जो उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित हैं अब गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ग्राहक ने विविधता को देखना शुरू कर दिया अब जब मैं जाता हूं और कुछ खरीदता हूं तो क्या मेरे पास चुनने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या चीजें हैं इसलिए विनिर्माण प्रणालियां अब अधिक विविधता का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं और जब विविधता बढ़ती है तो विनिर्माण के लिए एक साथ मात्रा बढ़ाने के लिए और साथ ही विविधता के लिए यह मुश्किल था और इसलिए जब विविधता बढ़ जाती है तो वॉल्यूम में कमी आई है इसलिए जोर दिया गया है जिसे मध्य मात्रा मध्य विविधता विनिर्माण कहा जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया उच्च मात्रा के उत्पादन से मध्य मात्रा में बदल गई मध्य विविधता प्रणाली और लेआउट भी उत्पाद लेआउट को क्या कहते हैं से बदल गए जिसे प्रक्रिया लेआउट कहा जाता है प्रक्रिया लेआउट या कार्यात्मक लेआउट में हम मध्यम मात्रा में मध्यम किस्म की श्रेणी में उत्पादन करने में सक्षम हैं अंतिम लेकिन कम से कम नहीं ग्राहक अक्सर खरीदना चाहता है पहले ग्राहक उत्पाद को केवल तभी बदल देगा जब ग्राहक जिस उत्पाद का उपयोग कर रहा था वह अनुपयोगी हो गया था या काम नहीं कर रहा था इसलिए जब उपकरण या उत्पाद असमर्थ था उपयोग के लिए फिट नहीं था तो ग्राहक जाकर उत्पाद को बदल देगा लेकिन आज हम सभी उन उत्पादों को बदलते हैं जो हम काफी नियमित रूप से उपयोग करते हैं अब चूंकि ग्राहक अक्सर खरीदना चाहता है और जब भी ग्राहक खरीद रहा है ग्राहक उत्पाद में अधिक सुविधाएँ चाहता है तो जोर इस बात पर भी दिया जाता है कि नए उत्पाद परिचय और नए उत्पाद विकास को क्या कहा जाए इसलिए आज के निर्माण को निश्चित रूप से देखना होगा वॉल्यूम या उपलब्धता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए एक सस्ती कीमत पर आइटम प्रदान करना चाहिए बहुत अधिक आइटम प्रदान करना चाहिए अच्छी गुणवत्ता विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए और नए उत्पादों को पेश करने में सक्षम होना चाहिए और चूंकि परिवर्तन की दर बहुत अधिक है इसलिए नए उत्पादों को भी अक्सर पेश करना पड़ता है इसलिए ये सभी वे बन जाते हैं जिन्हें विनिर्माण की आवश्यकताएं कहा जाता है उपरोक्त बिंदु के अलावा यह भी देखा गया है कि आज का ग्राहक ऑर्डर देने और उत्पाद की प्रतीक्षा करने के मामले में थोड़ा अधीर है तो यह नितांत आवश्यक है कि विनिर्माण समय सीमा को पूरा करने और उत्पादन करने और उत्पादों को यथासंभव कम समय में उपलब्ध कराने में सक्षम हो आज ग्राहक दिए गए धन के लिए अधिक मूल्य भी चाहता है और इसलिए बिक्री सेवाओं के बाद गुण वारंटी जैसे कारक इनमें से अधिकांश उत्पाद की कीमत के साथ पैक किए जाते हैं और यह इन सभी आवश्यकताओं की एक साथ देखभाल करने के लिए विनिर्माण पर थोड़ा और दबाव डालता है अब हम देखते हैं कि विनिर्माण की आवश्यकताएं क्या हैं इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है अब तक इसका एक सारांश इस स्लाइड में उपलब्ध कराया गया है और विनिर्माण की आवश्यकताएं हैं उत्पादों की बढ़ती विविधता बनाने के लिए यह इसलिए है क्योंकि ग्राहक विविधता चाहता है ग्राहक जब भी कुछ खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो वह चुनना चाहता है इसे छोटे लीड समय पर बनाएं इसका कारण यह है कि ग्राहक अक्सर छोटे रन और निर्दोष गुणवत्ता के साथ खरीदता है विशेष रूप से किसी को निर्दोष गुणवत्ता के विशेषण को देखना होगा अब गुणवत्ता अब कुछ है जिस पर कोई समझौता नहीं है इसलिए गुणवत्ता को असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के कुछ प्रकार बन गए हैं इसलिए विनिर्माण प्रणालियों को निर्दोष गुणवत्ता के साथ उत्पादन करना होगा अब पहली गोली ग्राहक के संबंध में है दूसरा संगठन के संबंध में है ऑटोमेशन या ऑटोमेशन द्वारा निवेश पर वापसी की दर में सुधार और प्रक्रिया और सामग्रियों में नई तकनीक की शुरुआत इसलिए आज नई तकनीक लाने की जरूरत है ऐसी जरूरत क्यों है जरूरत इसलिए है क्योंकि कीमत कम की जा सकती है इसलिए प्रक्रियाओं और सामग्रियों में नई तकनीक शुरू करने से उत्पादन करने के लिए समय कम करना संभव है जब हम उत्पादन का समय कम करते हैं तो स्वचालित रूप से उत्पादन की लागत कम हो जाती है और कीमत कम हो सकती है और स्थानीय और विदेशी प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए क्योंकि आज विनिर्माण को अन्य कंपनियों से स्थानीय और विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो दूसरी गोली जिसे हमने अनिवार्य रूप से देखा है वह आंतरिक दृष्टिकोण से विनिर्माण की आवश्यकताओं के साथ साथ ग्राहक से थोड़ी बहुत है क्योंकि उत्पाद की कीमत को कम करना पड़ता है तीसरी आवश्यकता मशीनीकरण की है लेकिन शेड्यूल को लचीला बनाए रखें इन्वेंटरी को कम रखें पूंजी की लागत कम से कम रखें और कार्य बल को संतुष्ट रखें मैकेनाइज का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेशन को देखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन लाया जा सके इसी समय उन्हें शेड्यूल को लचीला रखना होगा क्योंकि उत्पादों की मांग थोड़ी अनिश्चित हो सकती है और 100 प्रतिशत सटीकता के साथ पूर्वानुमान या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है इसलिए पुनर्निर्धारण होगा जो कि होता है क्योंकि मांग में परिवर्तन होता है और जब मांग में परिवर्तन होता है तो निर्माण संगठनों को पुनर्निर्धारित करने के लिए तैयार रहना पड़ता है जिसका अर्थ है कि कार्यक्रम को लचीला बनाना होगा इन्वेंटरी कम होनी चाहिए ताकि कीमत कम से कम हो पूंजीगत लागत कम से कम हो ताकि कीमत कम से कम हो और कार्यबल का बचाव किया जा सके क्योंकि एक सुव्यवस्थित और खुशहाल कार्यबल से एक अच्छा उत्पाद आता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1985 में स्किनर द्वारा विनिर्माण की आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया है जो लगभग 25 साल पहले है लेकिन हमने इस बुलेट में जो कुछ भी देखा है वह आज भी लागू है और अधिकांश भारतीय संगठन इस तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं यह विशेष स्लाइड उन्हें क्या करने के लिए कहती है अब इससे पहले कि हम संचालन प्रबंधन के कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें आइए इतिहास में कुछ घटनाओं को देखें जो घटित हुई हैं जिनका कुछ प्रभाव विनिर्माण और सेवाओं और ग्राहक की आवश्यकताओं पर भी पड़ा है यदि हम इतिहास में वापस जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर द्वितीय विश्व युद्ध है जो शायद पहली बार लोगों को समझा गया था कि संसाधन दुर्लभ हैं और दुर्लभ संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा अब यह समझ कि दुर्लभ संसाधनों का सावधानी से उपयोग किया जाना है संचालन अनुसंधान के क्षेत्र के विकास के लिए जहां जोर केवल चीजों को करने पर नहीं था बल्कि चीजों को अच्छी तरह से करने पर था गतिविधियों को करने के साथ जुड़े लागत या समय को कम से कम करने का एक उद्देश्य है उसी समय के साथ हमें कंप्यूटर में भी सफलता मिली और कंप्यूटर उपलब्ध हुए और इससे लागत और सूचना नियंत्रण के क्षेत्रों में विनिर्माण संगठनों को मदद मिली संचार प्रणाली भी बेहतर होने लगी और फिर अब आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और निरंतर संचार होना संभव है हाल ही में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की यह अवधारणा है जहां ग्राहकों या यहां तक कि लोगों को खरीदने के लिए बिक्री के स्थान पर शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है जबकि वे अपने घरों से खरीद सकते हैं और चीजों को दरवाजे पर पहुंचाना होगा हमारे पास घर के कार्यालयों की अवधारणा भी है जहां बहुत सारे काम वास्तव में कार्यालयों में नहीं होते हैं इसके माध्यम से जाने का एक कारण समय और गति के महत्व के साथ साथ कंप्यूटर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी है हमने पहले ही देखा है कि ग्राहक नए उत्पाद चाहते हैं और ग्राहक उन्हें बहुत जल्दी चाहते हैं इसलिए निर्माण में लगने वाले समय को कम करना होगा जिसका अर्थ है कि निर्माण की गति को बढ़ाना है यहां बताए गए बिंदुओं पर एक सावधान नज़र हमें यह भी बताती है कि ग्राहक अभी चीजों को बहुत तेज़ी से चाहता है और कुछ होने की प्रतीक्षा में अधिक से अधिक अधीर हो गया है इसलिए विनिर्माण में कम लागत पर चीजों को करने और बहुत तेजी से चीजों को करने की जबरदस्त आवश्यकता है अब देखते हैं कि विनिर्माण ने भी अपने आप को कैसे अनुकूलित किया है लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ स्लाइड्स भी हैं जो इतिहास में कुछ मुद्दों के बारे में बात करते हैं और कैसे विनिर्माण ने इनमें से अंक प्राप्त किए हैं अब यह स्लाइड उन लोगों के बारे में बात करती है जिन्होंने बड़े पैमाने पर योगदान दिया है अब लगभग सभी विनिर्माण का पहला प्रारंभिक बिंदु ऊपर और नीचे की गति से रोटरी गति में रूपांतरण था जो वास्तव में भाप इंजन में मदद करता था जो बहुत शुरुआत का बिंदु था विनिर्माण की तब विनिर्माण में प्रारंभिक प्रयास मात्रा और पैमाने की ओर अधिक था और इस्पात उद्योग पर जोर देने के साथ ही मुनाफा बढ़ाने के लिए लागत नियंत्रण पर भी जोर दिया गया था अब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है विनिर्माण के बाद मात्रा और पैमाने पर देखा गया विनिर्माण भी आदमी को काम पर ले गया और आदमी को काम करने के लिए नहीं देखा और विधानसभा लाइन चालू करने का यह विचार शुरू हुआ और उसी समय के बारे में विनिर्माण प्रणालियों ने दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी समझा और जब वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को वास्तव में बाहर लाया गया और बड़े पैमाने पर निर्माण उद्योग द्वारा उपयोग किया गया फिर वैज्ञानिक प्रबंधन का विचार आया जहाँ शेड्यूलिंग और अन्य पहलू भी सामने आए यहाँ गैंट चार्ट का उल्लेख है और फिर हमारे पास समय और गति का अध्ययन भी है जहाँ विनिर्माण ने मानवीय पहलुओं को देखना शुरू किया अब ये स्लाइड्स हमें यह भी बताती हैं कि समय के साथ निर्माण के विभिन्न पहलुओं का उत्पादन शुरू करने में सक्षम होने से और फिर पैमाने को देखते हुए गति को देखते हुए दक्षता को देखते हुए बोनस और मानव संसाधनों को देखते हुए और गतियों को देखते हुए ये सभी चीजें विनिर्माण क्षेत्र में आईं और उन्होंने सभी निर्माण प्रणालियों के विकास को आकार दिया है अब हम देखते हैं जिसे हम समय समय पर हुई कार्यप्रणाली के रूप में कहते हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है अब हम उन्हें पारंपरिक दृष्टिकोणों के आधार पर कार्यप्रणाली में वर्गीकृत करते हैं और फिर प्रक्रिया में सुधार के आधार पर कार्यप्रणाली मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के आधार पर कार्यप्रणाली और सूचना प्रणाली और निर्णयों के आधार पर कार्यप्रणाली अब हम उनमें से प्रत्येक पर थोड़ा गौर करेंगे इसलिए हम पारंपरिक दृष्टिकोणों से शुरू करते हैं और जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है विनिर्माण के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण मात्रा और विविधता पर आधारित थे अब यह स्लाइड उन रिश्तों को पकड़ लेती है जो एक्स एक्सिस वॉल्यूम को दिखाता है और वाई एक्सिस विविधता को दर्शाता है इसलिए उत्पादन प्रणाली या निर्माण प्रणाली को वॉल्यूम और विविधता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है बहुत अधिक मात्रा और बहुत कम विविधता वाली प्रणालियों को C के रूप में दिखाया गया निरंतर उत्पादन सिस्टम कहा जाता था जो निरंतर उत्पादन प्रणालियों के लिए खड़ा है उच्च मात्रा और थोड़ी अधिक विविधता बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणाली थी मध्यम आयतन मध्य किस्म जिसे यहां एक बड़े हिस्से के रूप में दिखाया गया है एक बैच उत्पादन प्रणाली है और जैसा कि हम विविधता पर चलते हैं और विविधता को बढ़ाते रहते हैं मात्रा कम हो जाती है और हमारे पास नौकरी की दुकान कहलाती है और आगे बहुत अधिक विविधता और बहुत कम मात्रा के साथ हमारे पास प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है अब लेआउट के संदर्भ में बहुत उच्च मात्रा प्रणाली चित्र या आकृति के इस हिस्से को लाइन लेआउट कहा जाता है और इसे उत्पाद लेआउट भी कहा जाता है जो निरंतर उच्च वॉल्यूम उत्पादन के लिए था बैच उत्पादन प्रणालियों को जो बीच में दिखाया जाता है जिसे प्रक्रिया लेआउट या कार्यात्मक लेआउट कहा जाता है जहां प्रक्रिया विशेषज्ञता के आधार पर विभागों को रखा गया था अब इन प्रकार के लेआउट और उत्पादन प्रणालियों का उपयोग मध्य मात्रा मध्यम किस्म के लिए किया गया था और इन पर ध्यान संसाधनों के उपयोग पर अधिक था गुणवत्ता महत्व की थी लेकिन माप और विनिर्देशों के आधार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ गुणवत्ता को सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है अब बहुत सालों से लोग उत्पादन प्रणालियों के लिए इस प्रकार के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे कहते हैं कि 1960 1970 तक लोग इस प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे थे अब पारंपरिक दृष्टिकोणों के बीच चूंकि बड़ी मात्रा में विनिर्माण मध्य मात्रा मध्यम किस्म के विनिर्माण प्रणालियों पर था इसलिए हमारे पास प्रक्रिया लेआउट या कार्यात्मक लेआउट का अधिक था जो विनिर्माण के लिए उपयोग किया गया था जैसा कि उल्लेख किया गया है एक कार्यात्मक लेआउट में फ़ोकस संसाधनों के उपयोग पर अधिक था और प्रक्रिया पर उत्पाद की तुलना में बहुत कम ध्यान केंद्रित किया गया था इसलिए गुणवत्ता भी उत्पाद पर अधिक प्रक्रिया और कम तक सीमित थी और समय की अवधि में लोगों ने देखा कि स्वामित्व और जिम्मेदारी उत्पाद पर नहीं थी लेकिन प्रक्रिया पर अधिक थी क्योंकि ध्यान उपयोग पर था संसाधनों की यह भी देखा गया कि कारक के भीतर सामग्री बहुत लंबी दूरी तक चलती है इसमें बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं थी गुणवत्ता भी पीड़ित थी बदलाव का समय बहुत बड़ा था और सिस्टम में बहुत अधिक इन्वेंट्री थी जैसा कि विनिर्माण प्रणालियों ने बैच निर्माण के लिए प्रक्रिया और कार्यात्मक लेआउट का उपयोग करना जारी रखा लोगों को पता चला कि इस प्रकार के विनिर्माण के बहुत सारे नुकसान थे अगला प्रश्न जो आया है जबकि लाइन लेआउट और प्रोसेस लेआउट के अपने फायदे और नुकसान हैं क्या हमारे लिए यह संभव है कि हम लाइन लेआउट के कुछ फायदे उठाएं या प्रक्रिया लेआउट में लाएं अब इसने ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग में मदद की अब 1960 के दशक में ग्रुप टेक्नोलॉजी या सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग कहीं आ गई हो सकता है कि पहले की तुलना में कुछ कम हो लेकिन लोगों ने सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रुप टेक्नोलॉजी की तकनीकों का इस्तेमाल 1960 के दशक में कहीं करना शुरू कर दिया अब हम देखते हैं यह सेलुलर विनिर्माण और समूह प्रौद्योगिकी क्या है अब हम इस तस्वीर को देखते हैं जो कि एक कार्यात्मक या विभागीय विशेषज्ञता के बारे में बात करती है अब हमारे पास कच्चे माल हैं जो हम आते हैं हम भागों के तीन परिवारों के रूप में ए बी और सी मानते हैं जो विभिन्न उत्पादों पर जा सकते हैं अब यह लेआउट पर आधारित है आप देख सकते हैं कि यह नारंगी रंग मशीनों का एक सेट है हल्का हरा मशीनों का एक और सेट है और हल्का नीला मशीनों का एक और सेट है ये दोनों एक प्रकार की मशीनें हैं और ये तीनों अन्य प्रकार की मशीनें हैं यह योजनाबद्ध आरेख पांच विभिन्न प्रकार की मशीनों को दिखाता है प्रत्येक प्रकार के भीतर मशीनें समान हैं और समान कार्य कर सकती हैं इसलिए लेआउट कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित है इसलिए यदि हम एक विशिष्ट भाग या उत्पाद या एक पथ परिवार लेते हैं जिसे हम A या B या C कहते हैं उदाहरण के लिए A यहाँ मशीन नंबर 1 पर जाएगा और फिर यह मशीन नंबर 11 में जाएगा और फिर मशीन नंबर 4 पर जाएगा और तब से यह 14 पर जाएगा तब यह 9 पर जाएगा यह 10 पर जाएगा और फिर यह बाहर आएगा इसी तरह आपके पास B और C के लिए ये मार्ग हैं जो भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि मशीनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए और समय को अधिकतम करने के लिए मशीनें बैच आकार का उत्पादन कर रही थीं चूंकि उत्पादन बैच का आकार बड़ा था 1 से 10 तक जाने के लिए परिवहन बड़े बैच आकारों में किया गया था इसलिए उत्पादन बैच आकार में बड़े थे परिवहन बैच भी आकार में बहुत बड़े थे और 1 से 1111 से 4 और इतने पर परिवहन में बहुत देरी थी क्योंकि बैच बड़े थे और ट्रांसपोर्टिंग में देरी हुई थी इसने उन स्थितियों को भी जन्म दिया जहां इनमें से कुछ मशीनों को नौकरियों के आने का इंतजार करना पड़ता था इसलिए जबकि संसाधनों के उपयोग के संबंध में इस प्रकार का एक लेआउट बहुत अच्छा है इस प्रकार के लेआउट में परिवर्तन के समय स्वयं के नुकसान होते हैं परिवर्तन का समय बहुत अधिक होने के कारण बैच का आकार बहुत बड़ा होता है बहुत अधिक सामग्री आंदोलन गुणवत्ता की पीड़ा मशीनों में परिवहन और निष्क्रिय समय में देरी क्योंकि मशीनों को उत्पादों के लिए इंतजार करना पड़ा तो यह कार्यात्मक लेआउट का एक योजनाबद्ध आरेख है और फिर आइए देखें कि क्या होता है जब हम इसे सेलुलर लेआउट कहते हैं तो इसे पुनर्गठित करते हैं अब इस सेलुलर लेआउट को समूह प्रौद्योगिकी लेआउट भी कहा जाता है जो हमने अभी किया है हमने उन सभी मशीनों को देखने की कोशिश की है जो इस A का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए गए थे इस चित्र से 1 11 4 14 9 10 अब आप 1 11 4 14 9 और 10 देखते हैं लेकिन कृपया ध्यान दें कि A एक एकल उत्पाद नहीं है A भागों या घटकों का एक परिवार है जो बना सकता है या जो एक या अधिक उत्पादों में जा सकता है कभी कभी A किसी उत्पाद का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है लेकिन अभी हम यह मानेंगे कि A पूर्ण उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक भागों या घटकों के बजाय एक भाग परिवार का प्रतिनिधित्व करता है अब इसे एक सेल कहा जाता है यह एक सेल है जिसमें अब 6 मशीनें हैं इस सेल में 4 मशीनें हैं और इस सेल में 5 मशीनें हैं अब यदि आप इस सेल को देखते हैं तो इस सेल में ऐसी मशीनें हैं जो कार्यात्मक रूप से भिन्न हैं उदाहरण के लिए यह मशीन इस से अलग है यह मशीन इस से अलग है और इसी तरह तो कार्यात्मक रूप से प्रसार मशीनों का एक सेट लेकिन इस ए या इस बी या सी सी के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में इसलिए हम कार्यात्मक रूप से प्रसार मशीनों को लाने की कोशिश करते हैं और निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं इसका प्रयास करते हैं अब जिस क्षण ये निर्माण कोशिकाएं बनती हैं अब मान लेते हैं कि हमारे पास उन सभी भागों के निर्माण के लिए सुविधाएं या मशीनें हैं जो भाग परिवार ए की हैं और यदि हम इन मशीनों को भौतिक रूप से एक साथ लाने में सक्षम हैं और एक निश्चित छोटी राशि का उपयोग करते हैं अंतरिक्ष के बाद यह एक कारखाने के भीतर एक कारखाने की तरह व्यवहार करना संभव है अब इस सेल में यह स्वयं की क्षमता नियोजन होगा इस सेल में इसका उत्पादन नियोजन और शेड्यूलिंग और नियंत्रण आदि होगा इसलिए जैसा कि यहां दिखाया गया है वैसा ही एक बड़ा कारखाना था जो अब सेलुलर विनिर्माण प्रणालियों के साथ है और अगर हम यह सुनिश्चित करते हैं तो एक सेल से दूसरे में कोई हलचल नहीं है जो कि हमने यहां दिखाया है यदि एक सेल से दूसरे सेल में कोई गति नहीं है तो प्रत्येक सेल को एक स्वतंत्र उत्पादन इकाई के रूप में माना जा सकता है और एक कारखाने के भीतर एक कारखाने के रूप में सोचा जा सकता है इसलिए हम विनिर्माण प्रक्रियाओं और नियंत्रण को सरल बनाने में सक्षम हैं और हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रणाली की तुलना में बहुत छोटे सिस्टम को संभालना हमेशा आसान होता है इसलिए सेलुलर निर्माण उन सभी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करता है जो कार्यात्मक लेआउट में थीं सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग शुरू करने वाले लोगों ने भी लगभग 20 प्रतिशत इन्वेंट्री लगभग 10 प्रतिशत स्पेस और इतने पर बचत की सूचना दी है अब समूह प्रौद्योगिकी या सेलुलर विनिर्माण जैसा कि हमने देखा है मशीनों को व्यवस्थित करने और परिवारों को समूह बनाने के लिए काम करता है अब हम इन भाग परिवारों को कैसे प्राप्त करते हैं अब इन भाग परिवारों का गठन किया जाना है और फिर मशीन सेल जो इन भाग परिवारों को बनाते हैं बनाना होगा तो यह पहले परिवारों और मशीन सेल बनाने के बारे में है जिसके बाद हम इस सेल के भीतर मशीनों के लेआउट को देखते हैं हम इस सेल की क्षमता को देखते हैं और फिर हम इन कोशिकाओं के भीतर मशीनों को शेड्यूल करने और संतुलित करने पर ध्यान देते हैं तो ये सेलुलर विनिर्माण में मुद्दे हैं लेकिन मोटे तौर पर सेलुलर विनिर्माण स्वामित्व और जिम्मेदारी के बारे में है अब यदि हम इस सेल को बनाते हैं और फिर हमारे पास लगभग आधा दर्जन लोग हैं या इस सेल में कम काम करते हैं तो इन लोगों के पास इस सेल के भीतर सभी कार्यों को करने का स्वामित्व और जिम्मेदारी होगी इसलिए सेलुलर विनिर्माण ने स्वामित्व और विनिर्माण के लिए जिम्मेदारी को बढ़ा दिया लगभग उसी समय हमारे पास जापानी प्रबंधन प्रणाली या बस समय निर्माण प्रणाली भी थी जो टोयोटा उत्पादन प्रणाली के साथ शुरू हुई थी जिसने अपशिष्ट उन्मूलन और इन्वेंट्री कटौती पर बहुत ध्यान केंद्रित किया था अब आइटम की लागत को नीचे लाने के लिए सभी गैर मूल्य वर्धित गतिविधियों की पहचान करना आवश्यक था सभी गैर मूल्य वर्धित गतिविधियों को अपशिष्ट कहा जाता है परिभाषा द्वारा अपशिष्ट कुछ भी है जो उत्पाद में मूल्य नहीं जोड़ता है या अपशिष्ट कुछ भी है जो किसी गतिविधि को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की न्यूनतम मात्रा से अधिक है इसलिए अपशिष्ट निर्माण के क्षेत्र में समय निर्माण में सिर्फ एक का योगदान था सात प्रकार के कचरे को वर्गीकृत किया गया था उन्हें सात मुदा कहा जाता है और सभी कचरे को इन सात श्रेणियों में से एक में लाया गया था और कचरे को कम करने या कम करने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया था इसलिए कचरे की कमी अपने आप कम लागत में हुई इसलिए सिर्फ समय निर्माण प्रणालियों के साथ आज हमारे पास दुबला विनिर्माण प्रणाली भी है जहां स्वामित्व और जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है और लागत कम करने पर भी अब लगभग उसी समय हमारे पास लचीली विनिर्माण प्रणालियाँ भी थीं जहाँ स्वचालन पर बहुत जोर दिया गया था और लचीली विनिर्माण प्रणालियों ने तकनीकी समाधानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और उत्पादन समय को कम किया और उनकी गति और अतिरिक्त क्षमता के कारण लचीली विनिर्माण प्रणाली बहुत उच्च मात्रा बहुत उच्च कुल मात्रा को संभालने में सक्षम थी उसी समय वे विविधता को संभालने में सक्षम थे तो इन तीनों को प्रक्रिया सुधार पद्धति कहा जाता है कई और भी हैं लेकिन हम आज इन तीनों को देख रहे हैं क्योंकि ये तीनों प्रक्रिया में सुधार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण हैं अब अन्य पद्धतियां हैं जो आईं जो मानव संसाधनों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं कुल गुणवत्ता प्रबंधन पर बहुत जोर दिया गया है अब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि गुणवत्ता किसी प्रकार की गैर परक्राम्य वस्तु है लोगों को निर्दोष गुणवत्ता की उम्मीद है और गुणवत्ता की अवधारणा गुणवत्ता नियंत्रण से गुणवत्ता प्रबंधन तक चली गई है गुणवत्ता ने संगठन में एक निश्चित संरचना प्राप्त की और संगठनों ने इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन क्या है कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक प्रबंधन पहल है जो सभी लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाता है इसलिए लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कर्मचारी सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता मंडलियों जैसी चीजें भी हुईं जहां लोग काम कर रहे थे और जो काम कर रहे थे उन्हें निर्माण में समस्याओं पर चर्चा करने और हल करने का अवसर दिया गया था जैसा कि वे हुआ और चूंकि जो लोग काम कर रहे थे वे समस्याओं को हल करने में सक्षम थे इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी सशक्तीकरण और गुणवत्ता के नजरिए से बेहतर प्रणालियों में वृद्धि हुई व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना पर भी यह जोर था जहां व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से परिभाषित किया गया था व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना या बीपीआर क्योंकि इसे पते को प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी और नाटकीय बदलाव कहा जाता है और कई बीपीआर मुद्दे कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से संबंधित थे अब 1990 के दशक से कहीं न कहीं गुणवत्ता प्रमाणपत्रों पर जोर दिया गया है बड़े पैमाने पर आईएसओ 9000 प्रमाणपत्र जहां विनिर्माण संगठन अपने विनिर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को डिजाइन करने और बाहर ले जाने के लिए खुद को प्रमाणित करते हैं गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के अलावा संगठन पर्यावरण प्रबंधन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र और सामाजिक जवाबदेही से संबंधित प्रमाणपत्रों को भी देखते थे अब इन सभी पहलों ने विनिर्माण संगठनों को अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने और एक सामग्री कार्य बल प्राप्त करने में मदद की या मदद की जिसे हमने आज विनिर्माण की आवश्यकताओं में से एक के रूप में देखा ऐसे तरीके भी हैं जो सूचना प्रणालियों और निर्णयों पर आधारित हैं इसलिए हम उनमें से कुछ को यहां कवर करते हैं एमआरपी नामक सामग्री की आवश्यकता नियोजन जो इन्वेंट्री में कमी सामग्री के बिल में स्थिरता बहुत आकार और पुल सिस्टम के बारे में बात करता है हम उद्यम संसाधनों की योजना के बारे में थोड़ा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में भी थोड़ा उल्लेख करने जा रहे हैं जो तार्किक रूप से यहां से अनुसरण करता है जैसे ही हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारे पास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अधिक विवरण होगा अब सामग्री की आवश्यकता की योजना बनाना अनिवार्य रूप से बात करता है पहले यह सामग्री के बिल के बारे में बात करता है यदि हम एक उत्पाद लेते हैं तो प्रत्येक उत्पाद को विभिन्न विधानसभाओं और उप विधानसभाओं में विभाजित किया जाता है और फिर विनिर्माण भागों में लाया जाता है और वस्तुओं को बाहर लाया जाता है अब इन सभी को पहले पहचानना होगा निर्माण शुरू होने से पहले और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग उत्पाद की संरचना में उन्हें पहचानने और पता लगाने में किया गया था बहुत सारे आकार वाले मॉडल भी आए हैं जहां विभिन्न घटकों की मांग आपूर्तिकर्ताओं से खरीद कर और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने के लिए सही लॉट आकार की पहचान करके की गई थी अब सामग्री आवश्यकता नियोजन तब MRP II बन गया जिसे विनिर्माण संसाधन नियोजन कहा जाता है जहाँ क्षमता नियोजन भी शामिल था फिर उद्यम संसाधन नियोजन आया जिसे ईआरपी सिस्टम कहा जाता है मूल रूप से देखने के दो बिंदु हैं जिनमें से एक एमआरपी सिस्टम के तार्किक विस्तार के रूप में ईआरपी सिस्टम को देखता है जहां गुणवत्ता रखरखाव मानव संसाधन खरीद जैसे अतिरिक्त पहलू हैं खरीद इन सभी को एमआरपी सिस्टम में जोड़ा गया था विचार का एक और स्कूल है जो ईपीआर सिस्टम के बारे में बात करता है अपने आप में एक अलग क्षेत्र के रूप में और एमआरपी सिस्टम से स्वतंत्र होने के नाते इसलिए दृष्टिकोण के बावजूद हम एक चीज लेते हैं जो स्पष्ट है ईआरपी सिस्टम बड़े सिस्टम थे ईआरपी सिस्टम बहुत अधिक जानकारी और कभी कभी निर्णय प्रदान करता है ईआरपी सिस्टम महंगे थे और ईआरपी सिस्टम को परिपक्व होने और स्थिर स्थिति में विनिर्माण को अच्छा समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता थी फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आया जहां संगठन मुख्य रूप से उत्पादन और वितरण को एकीकृत करना चाहते थे और आपूर्तिकर्ता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जोड़ना चाहते थे इसलिए कुछ अर्थों में यदि हम इसे मध्य में विनिर्माण संगठन के साथ एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं तो इसके बाईं ओर आपूर्तिकर्ता हैं और जो इसके दाईं ओर हैं वे ग्राहक हैं इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संगठनों के एक नेटवर्क या सुविधाओं के नेटवर्क के बारे में बात करता है जो कच्चे माल की खरीद के साथ शुरू होता है और फिर इस कच्चे माल को उत्पादों में बदल देता है और फिर इन उत्पादों को वितरित करके अंतिम ग्राहक तक पहुंचता है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आपूर्तिकर्ता विनिर्माण गोदाम डीलरों या वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के संबंध में वितरण के बारे में बात करता है इसलिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भी एक बड़ी जटिल प्रणाली है और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों की सफलता संगठन के लाभ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का उपयोग करने की क्षमता है अंतिम वर्गीकरण जिसे हम आज देखने जा रहे हैं हालांकि कई और वर्गीकरण भी हैं जिन्हें हम व्यावसायिक दृष्टिकोण के रूप में कहते हैं हमने पहले से ही व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना का संक्षिप्त उल्लेख किया है व्यावसायिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान जैसा कि मैंने कहा कि प्रक्रियाओं को बदलने का एक नाटकीय कट्टरपंथी तरीका है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से पूर्ण है हम कुछ हद तक बाधा प्रबंधन या बाधाओं के सिद्धांत को भी देखेंगे जहां किसी भी प्रक्रिया या किसी भी व्यवसाय में टोंटी की पहचान की जाती है और सभी संसाधन बोतल गर्दन के अधीन होते हैं अब समकालिक निर्माण या बाधा प्रबंधन की यह अवधारणा लक्ष्य से आई है जो श्री एलीयाहू गोल्डटैट द्वारा लिखित पहली पुस्तक थी और अन्य पुस्तकें और अन्य सामग्रियां हैं जो मिस्टर गोल्डरेट से आई हैं जो इस बारे में बात करती हैं कि कैसे संगठन और व्यवसाय बाधाओं को देखकर और अपने कठिन संसाधनों को नष्ट करने की कोशिश करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं अंतिम बात जो हम इस प्रस्तुति में व्यावसायिक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली के बारे में देखेंगे जिसे चपलता या फुर्तीला निर्माण कहा जाता है जहां ग्राहक को सशक्त बनाने सहयोग करने और प्रतिस्पर्धा करने आदि जैसे कई पहलुओं पर चर्चा की जा रही है उदाहरण के लिए लोग उन संगठनों से परे भी हैं जो यह कहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि क्या दो प्रतिस्पर्धी संगठन वास्तव में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं चाहे दो प्रतिस्पर्धी संगठन एक तीसरे व्यवसाय में मिल सकते हैं जहां वे सहयोग कर सकते हैं कई चीजें जैसे कि ग्राहक को सशक्त बनाना कचरे को खत्म करना और ग्राहकों की जरूरतों के लिए उत्पादन बड़े पैमाने पर अनुकूलन और संगठनों के बीच सहयोग कुछ ऐसे पहलू हैं जो चपलता में आ गए हैं इसलिए हमने अब तक जो देखा है वे कार्यप्रणाली हैं जो चार अलग अलग दृष्टिकोणों पर आधारित हैं हमने कार्यप्रणाली के साथ शुरुआत की प्रक्रिया में सुधार जो कि निश्चित रूप से विनिर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि इन सभी कार्यप्रणालियों का उद्देश्य उत्पादन के समय को कम करना और सीधे उत्पादन की लागत को कम करना है अब मानव संसाधनों पर आधारित कार्यप्रणाली भी लागत को कम करने की कोशिश करती है लेकिन मानव संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से और उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को बनाए रखने के संदर्भ में इसी तरह सूचना प्रणाली और फैसलों पर आधारित कार्यप्रणाली त्वरित और सही निर्णय लेने में मदद करती है जिससे निर्णय लेने का समय और लागत कम हो सकती है और विनिर्माण संगठन को कम लागत पर जल्दी उत्पादन करने में मदद मिलती है व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्यप्रणाली भी समान परिणाम प्राप्त करती है लेकिन जिस तरह से वे इसे देखते हैं वह अलग है वे व्यवसाय को पूरी तरह से एक पूरे के रूप में देखते हैं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव करने की कोशिश करते हैं ताकि निर्माण की लागत कम हो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है विनिर्माण सेवा के लिए समान रूप से लागू है हालांकि विनिर्माण में बहुत जोर दिया गया है अब हम कुछ अन्य चीजों को देखते हैं इससे पहले कि हम संचालन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में जल्दी से आगे बढ़ें अब संगठन का लक्ष्य क्या है गोल्डरात ने यह कहकर इस सवाल का जवाब दिया कि फर्म का लक्ष्य पैसा कमाना है और संगठन को पैसा बनाने के लिए उन्हें उत्पाद का उत्पादन और बिक्री भी करनी होती है या यथासंभव कम समय में सेवा प्रदान करनी होती है इसलिए पैसा अनिवार्य रूप से समय होता है इसलिए यदि संगठन पैसा बनाना चाहता है तो संगठन को उत्पादन की लागत को कम करना होगा और उत्पादन करने में लगने वाले समय को कम करना होगा देरी के कारण किसी भी संगठन के उत्पादन में लगने वाला समय बढ़ जाता है इसलिए अब हम देखेंगे कि संभावित देरी क्या है और इन देरी को कैसे कम किया जा सकता है कई देरी हो सकती हैं हम यहां देरी को कच्चे माल के आधार पर देरी के रूप में वर्गीकृत करते हैं प्रक्रिया सूची में काम के आधार पर देरी और तैयार माल के आधार पर देरी अब हम जो करते हैं वह यह है कि यदि हम किसी निर्माण प्रणाली को देखते हैं तो उसमें आने वाली सामग्रियों का एक समूह होता है जो कच्चे माल हैं ये कच्चे माल तैयार उत्पादों में तब्दील हो जाते हैं इसलिए एक निर्माण होता है जिसमें प्रक्रिया सूची में काम शामिल होता है और ये तैयार उत्पाद बेचे और वितरित किए जाते हैं इसलिए तैयार उत्पाद में देरी होती है इसलिए बहुत जल्दी इनसे गुजरना होता है कच्चे माल में देरी होती है देरी तब होती है जब समय पर सामग्री के लिए आदेश नहीं दिए जाते हैं हम यह जान सकते हैं कि रिडर लेवल जो कि बिंदु है जिस पर ऑर्डर करना है पहुँच गया है लेकिन ऑर्डर नहीं दिए गए हैं अब एक लीड समय होता है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पादित करने के लिए लिया जाता है इसलिए लीड समय में देरी होती है परिवहन में देरी होती है कच्चे माल के विनिर्माण क्षेत्र में आने और पहुंचने में देरी हो सकती है निरीक्षण के कारण होने वाली देरी हैं क्योंकि जो आइटम आते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है और मुद्दों के संबंध में देरी होती है तो इन सभी देरी को कम करना होगा और इन्वेंट्री प्रबंधन या सामग्री प्रबंधन पर बहुत जोर देना होगा जिसके बारे में हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे अब इन्वेंट्री प्रबंधन इस बारे में बात करेगा कि हम इन लीड समय को कैसे कम करना चाहते हैं और हम यह कैसे जानते हैं कि रीऑर्डर का स्तर कैसे तय किया जाना है तो इन सभी सवालों का जवाब इन्वेंट्री प्रबंधन में दिया जाएगा लेकिन मोटे तौर पर इन सभी सवालों का जवाब क्रय प्रबंधन कहा जाएगा क्रय प्रबंधन संचालन प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है अब निर्माण के दौरान देरी हो रही है जब मशीन व्यस्त है नौकरी उपलब्ध है लेकिन मशीन व्यस्त है इसलिए देरी हो सकती है मशीन उपलब्ध होने पर देरी हो सकती है लेकिन नौकरी उपलब्ध नहीं है देरी हो सकती है मशीनों के टूटने या देरी से उपलब्ध होने में देरी हो सकती है बड़े सेट अप और समय के साथ बदलाव के कारण देरी हो सकती है प्रक्रिया के निरीक्षण में बड़े प्रसंस्करण समय के कारण देरी हो सकती है परिवहन और आंदोलन को अस्वीकार कर सकती है और विधानसभा की प्रतीक्षा कर सकती है अब इन सभी को विनिर्माण के भीतर संबोधित करना होगा और संचालन प्रबंधन के विभिन्न विषयों में इन पर ध्यान देना होगा मशीन के टूटने को विश्वसनीयता और गुणवत्ता प्रबंधन का उपयोग करके संबोधित किया जाता है सेट समय में कमी संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रौद्योगिकी निरीक्षण और गुणवत्ता के अलग अलग क्षेत्र के कारण प्रसंस्करण समय कम हो जाता है जो अस्वीकार और पुन कार्य को भी संभालता है

परिवहन सामग्री के माध्यम से आता है और असेंबली की प्रतीक्षा में अच्छी असेंबली लाइन संतुलन द्वारा कम हो जाती है इसलिए देरी के इन सभी कारणों को अब संचालन प्रबंधन में मौजूद कार्यप्रणाली का उपयोग करके संबोधित किया जाता है अब असेंबली में व्यस्त होने के कारण तैयार माल में देरी होती है क्योंकि लाइन संतुलित नहीं है विधानसभा लाइनें संतुलित नहीं हैं अतिरिक्त तैयार माल सूची है परिवहन और बिक्री में बहुत देरी है इन सभी को भी संबोधित करना होगा इसलिए देरी वास्तव में उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन की लागत में वृद्धि का परिणाम है और इन देरी को कम करने के लिए संचालन प्रबंधन में सिद्धांतों में किए गए हर प्रयास हैं संचालन प्रबंधन क्रय प्रबंधन उचित उत्पादन नियोजन उचित समय निर्धारण अच्छी गुणवत्ता रखरखाव और उचित वितरण जैसे मुद्दों को देखता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन देरी को कम किया जाता है जिसका अर्थ है उत्पादन करने के लिए लिया गया समय कम हो जाता है जिसका अर्थ है कि निर्माण की लागत नीचे उतरते हैं अब हम संचालन प्रबंधन में कुछ विषयों को देखते हैं जिन्हें हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे हम पूर्वानुमान के साथ शुरुआत करेंगे पूर्वानुमान मांग का अनुमान है जिसका हम उपयोग करेंगे अब पूर्वानुमान के बाद हम उत्पादन योजना और असहमति शेड्यूलिंग और उत्पादन नियंत्रण गुणवत्ता इन्वेंट्री प्रबंधन एमआरपी बहुत आकार और रखरखाव करेंगे अब इन विषयों के बीच हम पूर्वानुमान उत्पादन योजना शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री देखने जा रहे हैं जिन्हें इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हरे रंग में दिखाया गया है संचालन प्रबंधन के हिस्से के रूप में जो इस पाठ्यक्रम में शामिल है और फिर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विषयों के साथ इसका पालन करेंगे अब जैसा कि हम कहते हैं कि हम इन विषयों को देखते हैं पूर्वानुमान उत्पादन योजना शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री हम उनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखना शुरू करेंगे अब इससे पहले कि हम पूर्वानुमान में आते हैं हम इस पर भी एक नज़र डालते हैं कि क्या कदम हैं और इन गतिविधियों के बीच संबंध के तरीके क्या हैं हम अब ऐसा करेंगे इसलिए विनिर्माण एक उत्पाद बनाने से संबंधित है और पहली चीज जिसे हमें जानना आवश्यक है वह है उत्पाद की मांग इसलिए अच्छे पूर्वानुमान वाले मॉडल के माध्यम से उत्पाद की मांग का अनुमान लगाया जाता है अब एक बार जब हम इस मांग को जान लेते हैं तो हमें क्षमता को भी जानना होगा अब संगठन के पास इन उत्पादों की मांग को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए और ये क्षमताएं आमतौर पर नियमित समय क्षमता समय क्षमता और आउटसोर्सिंग के रूप में होती हैं इसलिए संगठन यह तय करता है कि इन क्षमताओं का क्या प्रकार है जो उनके पास होने वाला है इसलिए मांग और क्षमता के इस संयोजन का परिणाम उत्पादन योजना कहलाता है जहां संगठन निर्णय लेता है कि कौन से उत्पाद तैयार करने हैं और प्रत्येक अवधि में इस क्षमता का कितना उपयोग किया जाना है फिर हम इसे अलग करने और असहमति बनाने पर ध्यान देंगे जहां अब जो समय उपलब्ध है वह विभिन्न उत्पादों को दिया जाता है विभिन्न उत्पादों को आवंटित समय और फिर यहां से हम शेड्यूलिंग को देखते हैं जहां हम समय अवधि जैसे कि शिफ्ट सप्ताह वगैरह को देखते हैं अब इसके अलावा क्षमता मशीनों द्वारा प्रदान की जाती है और इन मशीनों में गुणवत्ता के साथ और रखरखाव के साथ संबंध हैं और क्रम में यह वह जगह है जहां उत्पादन वास्तव में आता है और फिर यह मशीनों से और साथ ही गुणवत्ता और रखरखाव से इनपुट प्राप्त करता है फिर शेड्यूलिंग कभी कभी भीड़ के क्रम योजनाबद्ध आदेशों के कारण पूर्वानुमान से भी इनपुट प्राप्त करता है तो शेड्यूलिंग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और शेड्यूलिंग को सामग्री और इन्वेंट्री से इनपुट भी मिलते हैं जो शेड्यूलिंग और उत्पादन दोनों के साथ जुड़ते हैं अब एक बार ये सभी चीजें स्थापित हो जाने के बाद उत्पाद वास्तव में बनाया जाता है और उपयोग में लाया जाता है और फिर समय के आधार पर संगठन नए उत्पाद भी बनाता है जिसके लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता हो सकती है तो इस तरह से हमें योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व मिलता है उत्पादन प्रक्रिया कैसे होती है और संचालन प्रबंधन में सभी चीजें क्या होती हैं इसलिए इस पाठ्यक्रम में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है हम मांग के पूर्वानुमान के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे हम बहुत सारे प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे हम कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे शेड्यूलिंग का और हम सामग्री और इन्वेंट्री के कई पहलुओं पर भी गौर करेंगे हम इन्वेंट्री को देखेंगे इसलिए जैसा कि उल्लेख किया गया है हम इन चार भागों को देखेंगे और फिर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्षेत्र में कदम रखेंगे जहां हम देख रहे होंगे वितरण अलग से और साथ ही जानकारी अलग से तो अगले व्याख्यान में हम हमारी मांग पूर्वानुमान पर चर्चा शुरू करेंगे